तो हम आज स्विच गियर करेंगे और अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे यह आंतरिक प्रवाह है तो तो यह वास्तव में ऐसा है हम मुख्य रूप से पाइप प्रवाह को देखेंगे गर्मी परिवहन पाइप प्रवाह के दौरान बड़े पैमाने पर परिवहन को देखेंगे तो मान लीजिए कि हम एक ट्यूब को ठीक मानते हैं और हमारे पास एक तरल पदार्थ है जो इस नली से बह रहा है मान लीजिए कि u0 वह वेग है जिसके साथ द्रव नली में प्रवेश कर रहा है तो आइए मान लें कि ट्यूब में प्रवेश करने से पहले यह एक फ्लैट वेग प्रोफ़ाइल है और यदि मैं निर्देशांक डालता हूं इसलिए मैं इसे x दिशा कहता हूं तो यह x 0 से कम है यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल है और यदि मैं मध्य बिंदु को चिह्नित करता हूं यदि ट्यूब की त्रिज्या r0 है और ट्यूब D का व्यास है तो अब मान लीजिए अगर हम मान लीजिए कि द्रव ट्यूब में प्रवाहित होता है तो फ्लैट प्लेट के समान द्रव है ध्यान दें कि यह एक सर्कुलेट ट्यूब है यह एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसलिए जैसे ही द्रव ट्यूब में प्रवेश करता है यह उस दीवार का अनुभव करता है जो मौजूद है और स्थान r0 सही है तो सपाट प्लेट के समान द्रव का वेग दायीं ओर दीवार पर 0 पर आ जाएगा तो u r0 पर जो 0 के बराबर है अब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि v रेडियल घटक वेग है तो यू एक्स घटक वेग है और वी रेडियल घटक है रेडियल वेग घटक मान लीजिए v पर r0 भी 0 है तो ध्यान दें कि यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल है जिसका अर्थ है कि ट्यूब में प्रवेश करने से पहले द्रव मुख्य रूप से केवल एक दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन जैसे ही यह दीवार को छूता है जैसे ही दीवार का अनुभव होता है अचानक द्रव आराम करने के लिए आता है और इसलिए चिपचिपा प्रभाव भूमिका निभाना शुरू कर देगा और इसलिए द्रव रेडियल और अक्षीय दोनों दिशाओं में चलना शुरू कर देगा और इसलिए इसका परिणाम सीमा परत का निर्माण होता है तो वह सीमा परत है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वह बीच का स्थान है तो ध्यान दें कि यह एक गोलाकार ट्यूब है तो ट्यूब के रिम में हर स्थान पर सीमा परत मौजूद होगी और वे धीरे धीरे एक निश्चित स्थान पर एक साथ परिवर्तित हो जाएंगे अब इस क्षेत्र में यहां तरल एक अदृश्य तरल पदार्थ के रूप में बहता रहेगा क्योंकि दीवार की उपस्थिति के कारण चिपचिपा प्रभाव धीरे धीरे और धीरे धीरे अनुभव किया जाएगा क्योंकि तरल पदार्थ ट्यूब के अंदर जाता है तो किसी स्थान पर कुछ स्थान जहां ये सीमा परतें विलीन हो जाती हैं और एक निश्चित बिंदु के बाद आपको वह मिलता है जिसे पूर्ण विकसित पूर्ण विकसित शासन कहा जाता है तो पूरी तरह से विकसित शासन एक ऐसा स्थान है जहां ट्यूब के अंदर हर स्थान पर तरल पदार्थ का अनुभव दीवार की उपस्थिति है तो चिपचिपा प्रभाव पूरी तरह से विकसित शासन के बाद किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रत्येक द्रव कण पर भूमिका निभाना शुरू कर देगा इसलिए ट्यूब के अंत तक पूरी तरह से विकसित स्थान के बाद कोई अदृश्य प्रवाह व्यवस्था नहीं है अब मान लीजिए कि मैं वेग प्रोफ़ाइल खींचता हूं मान लीजिए कि स्थिति X1 पर स्थिति X1 पर यदि कोई वेग प्रोफ़ाइल खींचता है तो यह सीमा परत का स्थान है इसलिए अगर मैं वेग प्रोफ़ाइल खींचता हूं तो यह अधिकतम होगा अधिकतम केंद्र में कहीं होगा तो आपके पास प्रोफ़ाइल होगी जो इस तरह दिखती है सममित होना चाहिए तो यह एक सममित वेग प्रोफ़ाइल है तो यह सपाट वेग होना चाहिए तो सीमा परतों के बीच यह अभी भी तरल के समान वेग प्रोफ़ाइल होगा जो कि तरल पदार्थ के रूप में है जो परिसंचारी ट्यूब में प्रवेश कर रहा है तो इसकी सीमा परतों के बीच एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल होगी और फिर सीमा परत में द्रव मंद हो जाएगा और इसलिए आपके पास एक वेग प्रोफ़ाइल होगी जो x दिशा में इस तरह दिखती है तो यह x1 स्थान पर x घटक वेग प्रोफ़ाइल है तो अब यदि मैं प्रोफ़ाइल को देखता हूं तो यह X1 स्थान पर प्रोफ़ाइल है अब यदि मैं पूरी तरह से विकसित शासन के बाद या उसके बाद वेग प्रोफ़ाइल को देखता हूं तो मेरे पास परवलयिक वेग प्रोफ़ाइल होगी तो यह पूरी तरह से विकसित शासन है पूरी तरह से विकसित शासन के बाद कहीं भी वेग प्रोफ़ाइल उसी तरह याद दिलाती रहेगी जब तक आप अंदर जाते हैं और जब तक शासन बदलता है तो आप हमेशा लैमिनार से जा सकते हैं यदि यह लैमिनार लैमिनार शासन या अशांत शासन है तो प्रोफाइल अलग हैं तो आइए मान लें कि हम लैमिनार प्रोफाइल देख रहे हैं हमारे पास लैमिनार शासन है तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप पूरी तरह से विकसित शासन को पार करते हैं वेग प्रोफ़ाइल अब और नहीं बदलती है तो अब बस इस अंतर्ज्ञान के आधार पर हम वास्तव में बहुत से दिलचस्प गुणों का पता लगा सकते हैं तो पहली बात यह है कि x0 और x पूर्ण विकसित शासन के बीच ठीक है रेडियल दिशा में वेग शून्य नहीं है और इतना ही नहीं dx द्वारा यह भी सभी स्थानों में 0 नहीं है याद रखें कि dx से dx में प्रवेश करने से पहले 0 है क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल पर बहती है तो यदि x x fd से बड़ा है यदि आप पूर्ण विकसित शासन तक पहुँचते हैं तो अचानक आप देखेंगे कि y घटक वेग 0 हो जाता है और फिर dx द्वारा dx भी 0 होगा वेग प्रोफ़ाइल नहीं है परिवर्तन द्रव उस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा लेकिन इसकी एक निश्चित परवलयिक प्रोफ़ाइल होगी तो यहाँ यदि आप इस व्यवस्था में द्रव के प्रवेश से पहले देखते हैं तो आप देखेंगे कि du by dr भी 0 के बराबर है क्योंकि आप एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल से शुरू करते हैं लेकिन दीवार की उपस्थिति के कारण और द्रव की मंदता के कारण चिपचिपा प्रभाव के कारण du by dr के कारण जो पेश किया गया है वह 0 के बराबर नहीं है तो इसका तुरंत मतलब है तो इसका तुरंत मतलब है कि वेग x घटक वेग अब x और r दोनों का एक फलन है तो यह एक तत्काल निहितार्थ है जो अब x और r दोनों का एक कार्य होने जा रहा है तो इसके साथ आइए देखें कि क्या करना है तो फ्लैट प्लेट मामले में हमारे पास हमेशा एक संदर्भ वेग था एक फ्लैट प्लेट मामले में हमेशा एक संदर्भ वेग मौजूद होता था जो मूल रूप से मुक्त धारा वेग होता है लेकिन एक पाइप प्रवाह में एक मुक्त धारा वेग सही नहीं कहा जाता है एक सपाट प्लेट में आपके पास सीमा परत से अच्छी तरह से बहने वाला तरल पदार्थ था जो कि एक मुक्त धारा वेग है और हम इसका उपयोग सभी स्केलिंग गुणों के लिए करते हैं लेकिन आंतरिक प्रवाह में जब तरल पदार्थ एक पाइप से बह रहा होता है तो कोई संदर्भ वेग नहीं होता है तो हमें संदर्भ वेग को परिभाषित करने से शुरू करना होगा तो सबसे उपयुक्त संदर्भ वेग क्या है हाँ कोई सुझाव यू0 नहीं वह पाइप के ठीक पहले है तो ट्यूब के अंदर संदर्भ वेग क्या है केंद्र में अधिकतम एक संभावना है औसत क्यों क्योंकि हर चौराहे पर तो हम एक औसत प्रवाह दर को परिभाषित कर सकते हैं दो कारण हैं कि यह एक अच्छा उपाय क्यों है एक है वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर स्थिर है यदि यह स्थिर प्रवाह सही है तो फिर से अगर यह एक स्थिर प्रवाह है तो स्थिर प्रवाह हर क्रॉस सेक्शन पर स्थिर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं एक मापने वाला उपकरण डालता हूं तो अंत में एक प्रवाह मापने वाला उपकरण होता है पाइप मान लें कि मैं जानता हूं कि मैं पाइप के अंत में रोटामीटर कैसे लगाता हूं या उदाहरण के लिए मैं पाइप के अंत में कोई अन्य मीटर या वेंटुरीमीटर लगाता हूं तो अब मैं जो माप सकता हूं या जो मैं मापूंगा वह वास्तव में औसत प्रवाह दर है इसलिए जब मैं पाइप के अंत में फ्लो मीटर लगाता हूं तो ध्यान दें कि पूरी तरह से विकसित शासन के बाद प्रोफ़ाइल नहीं बदलती है तो मैं माप सकता हूं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आप औसत प्रवाह दर को माप सकते हैं याद रखें कि अब तक के पूरे पाठ्यक्रम ने हमेशा कहा है कि आप जो कुछ भी पूछते हैं उसे संदर्भ के रूप में उपयोग करना चाहिए जो कि एक मापनीय मात्रा होनी चाहिए अन्यथा इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है तो औसत प्रवाह दर वास्तव में अच्छी मापनीय मात्रा में से एक है वास्तव में हम गर्मी परिवहन के मामले में देखेंगे कि औसत तापमान भी बहुत अच्छा मापने योग्य मात्रा ठीक है अब हम इस मात्रा को परिभाषित कर सकते हैं हम सभी यह नहीं जानते कि यह सैद्धांतिक बिंदु से क्या है du by dx 0 है यू है वास्तव में इस स्थान के बाद आप यह देखने में सही हैं कि आप एक्स नहीं हैं और आर हम इसे सख्ती से दिखाने जा रहे हैं कि यह नहीं है तो अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि यह x fd कहाँ है इस बिंदु से पहले आप इस अवलोकन में सही हैं कि इस बिंदु से पहले u दोनों x और r का एक कार्य है और इस बिंदु के बाद यह केवल का एक कार्य है रेडियल स्थिति आप देखेंगे कि थोड़ी देर में कोई अन्य प्रश्न तो अब हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि यह औसत वेग क्या है और हमें इसे उन सभी मॉडलिंग समीकरणों के लिए स्केलिंग पैरामीटर के रूप में उपयोग करना होगा जिन्हें हम लिखने जा रहे हैं औसत प्रवाह दर को परिभाषित करने के लिए हम पहले अवलोकन का उपयोग करने जा रहे हैं कि वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर संरक्षित संपत्ति है तो अब हम mdot को परिभाषित कर सकते हैं जो कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर मूल रूप से पूरे क्षेत्र में औसत है स्थानीय वेग में घनत्व स्थानीय वेग dAc में सही है जो कि अंतर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है तो यह द्रव का घनत्व है जो पूरे क्रॉस सेक्शन पर एकीकृत dAc द्वारा गुणा किया गया स्थानीय वेग है जो आपको बताएगा कि किसी भी स्थान x पर द्रव्यमान प्रवाह दर क्या है तो अब हम इसे rho के रूप में परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यह परिभाषा है कि um औसत वेग है और वास्तव में मैंने m को यहाँ रखा है क्योंकि शास्त्रीय साहित्य में इसे मिक्सिंग कप वेलोसिटी भी कहा जाता है जिसे कप मिक्सिंग या मिक्सिंग कप कहा जाता है किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है मिक्सिंग कप मूल रूप से एरिया एवरेज है या क्रॉस सेक्शनल एवरेज मात्रा को मिक्सिंग कप मात्रा कहा जाता है जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुणा किया जाता है तो यह एक परिभाषा है तो यहाँ से हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि um क्या है तो um 1 by rho Ac है जो क्रॉस सेक्शन rho u in dAc पर इंटीग्रल है डीएसी क्या है क्रॉस सेक्शन में अंतर क्षेत्र क्या है आइए जानें 2 पीआई आरडीआर यह कठिन नहीं है यदि मैं एक क्रॉस सेक्शन को खींचता हूं यदि मैं एक छोटा कोणीय तत्व अंदर लेता हूं और यदि यह स्थान r है और यह मोटाई dr है तो शेल का क्षेत्रफल 2 pi rdr है इसलिए मैं यह प्लग कर सकता हूं कि यहां um होगा 1 बाय rho क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल pi r0 वर्ग है क्योंकि r0 ट्यूब इंटीग्रल 0 से r rho u 2 pi rdr की त्रिज्या है तो वह 2 pi बटा rho pi r0 वर्ग समाकलन r0 rdr होगा तो अब अगर मैं यह मान लूं कि यह एक असंपीड्य द्रव है तो मान लीजिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि यह एक असंपीड्य तरल पदार्थ है एक असंपीड्य तरल पदार्थ है तो घनत्व नहीं बदलता है इसलिए मैं घनत्व को अभिन्न से बाहर निकाल सकता हूं तो um जो कप मिक्सिंग वेलोसिटी है जो 2 बटा r0 वर्ग इंटीग्रल 0 से r0 u rdr होगा जो मिक्सिंग कप या क्रॉस सेक्शनल औसत वेग की परिभाषा है अब यह हर स्थान पर मान्य है यदि यह पूरी तरह से विकसित शासन में है तो आप पूरी तरह से विकसित शासन के बाद एक्स स्थिति का कार्य नहीं है लेकिन पूरी तरह से विकसित शासन से पहले आप एक्स और आर दोनों का कार्य है और इसलिए आपको त्रिज्या की पूरी निर्भरता पर विचार करना होगा 0 से शुरू होने वाले सभी स्थानों पर यदि L ट्यूब की लंबाई है तो um एक मात्रा है जो वास्तव में पूर्ण विकसित शासन में स्थिति बाद के साथ नहीं बदलती है तो एक्स स्थिति के साथ औसत नहीं बदलता है और इसलिए यह एक अच्छा संदर्भ वेग है लेकिन यदि आपको um को खोजने की आवश्यकता है तो आपको यह जानना होगा कि आप क्या हैं इसलिए अगर मैं नहीं जानता कि कम से कम पूर्ण विकसित शासन में स्थानीय वेग क्या है तो मैं यह पता नहीं लगा पाऊंगा कि औसत वेग क्या है तो अगला अभ्यास यह पता लगाना है कि कम से कम पूर्ण विकसित शासन में वेग प्रोफ़ाइल क्या है एक पूर्ण विकसित शासन में कम से कम एक पूर्ण विकसित शासन में वेग प्रोफ़ाइल क्या है हम इसे कैसे ढूंढते हैं नेवियर स्टोक्स समीकरण यह बहुत जटिल है यह सच है कि नेवियर स्टोक्स समीकरण ट्यूब में हर जगह मान्य है यदि आप उन्हें हल करते हैं तो आपको इसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए ऐसा करने के कुछ आसान तरीके वे कौन सी ताकतें हैं जो पूर्ण विकसित शासन में काम कर रही हैं आइए हम एक पाइप खींचते हैं तो मान लीजिए कि यह मेरा पूर्ण विकसित शासन है पूर्ण विकसित शासन में द्रव कणों पर कौन सी ताकतें कार्य कर रही हैं दबाव और चिपचिपा बल सही इसलिए अगर मैं दोनों के बीच संतुलन बना सकता हूं तो मैं कर चुका हूं तो हम क्या करने जा रहे हैं हम कतरनी और दबाव बलों के बीच संतुलन बनाने जा रहे हैं अगर मैं संतुलन बना सकता हूं तो मैं सही हूं तो अब अगर मैं एक खोल लेता हूँ कुंडलाकार मैं क्रॉस सेक्शन खींचूंगा इसलिए यदि मेरे पास एक कुंडलाकार क्रॉस सेक्शन है और हम कहते हैं कि तो यह dx है और यह dr है समान रूप से यहाँ यह dx है और यह dr है और यह किसी r स्थिति में स्थित है इसलिए यदि छोटा खोल किसी r स्थान पर स्थित है और मैं बल संतुलन बना सकता हूं तो मान लीजिए कि अगर मैं इस बॉक्स को यहां लेता हूं तो मान लीजिए कि पीएक्स उस स्थान पर उस तत्व पर काम कर रहा दबाव है और यदि यहाँ पर कार्य करने वाला दाब x का p जमा dx है तो यह मैं टेलर श्रृंखला विस्तार का उपयोग करके डीएक्स द्वारा डीएक्स द्वारा पीएक्स प्लस डीपी के रूप में लिख सकता हूं और यदि कतरनी बल अभिनय ताऊ आर ताऊ आर एक्स है और यह ताऊ आर प्लस dr एक्स होगा इसलिए मैं अब एक बल संतुलन बना सकता हूं तो संतुलन क्या होगा टौर किस क्षेत्र पर अभिनय कर रहा है क्षेत्र क्या है सावधान रहें यह एक एनुलस है तो यह एक गोलाकार कोणीय दायां है तो अंदर का क्षेत्र 2pi r गुणा dx दायें है तो जिस क्षेत्र में tau r अभिनय कर रहा है वह 2pi r गुणा dx घटा tau r plus dr है मैं इसे tau r के रूप में लिख सकता हूं ताकि dx में 2pi r प्लस dr सॉरी 2pi rdr होगा तो वह खोल के बाहरी छोर पर कतरनी है और मैं दबाव बलों को लिख सकता हूं वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें अभिनय किया जा रहा है 2pi आरडीआर तो ध्यान दें कि यह एक वार्षिक अधिकार है तो 2pi rdr इस कोणीय कोश का क्षेत्रफल है तो यह 2pi rdr घटा px गुणा 2pi rdr जमा dp गुणा dx गुणा 2pi rdr गुणा dx होगा तो वह है और वह स्थिर अवस्था में 0 के बराबर होना चाहिए